इस मॉड्यूल और अगले में डेटाबेस प्रबंधन प्रणालियों है इसलिए पिछले मॉड्यूल में हमने ट्रांजेक्शन के रूप में सीरियलाइज़िबिलिटी का दूसरा रूप पेश किया है अब यहाँ हम कंकर्रेंसी को संभव करने में सक्षम होगा जो कि उनमें से सैकड़ों एक डेटाबेस में किसी भी समय हो सकते हैं तो आप यह कैसे साबित करते हैं या आप कैसे जानते हैं कि वे कन्फ्लिक्ट सिरिअल है जिसका उपयोग किया जाता है इसलिए हम उन पहलुओं के मुद्दों और लॉक आधारित तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए एक डेटाबेस को एक तंत्र प्रदान करना होगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी संभावित शेड्यूल दोनों कन्फ्लिक्ट सिरिअलाइज़ेबल हैं यह एक बुनियादी आवश्यकता है और एक कास्केड रहित तरीके से पुनर्प्राप्त करने योग्य और बेहतर है तो यह मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हमने देखी हैं स्वाभाविक रूप से अगर हमारे पास सिरिअलाइज़ेबल के रूप में सब कुछ है जो डिफ़ॉल्ट रूप से होगा लेकिन यह कंकर्रेंसी का डिग्री बहुत खराब होगा और बहुत कम थ्रूपुट होगा इसलिए कंकर्रेंसी नियंत्रण योजनाएं अनुमति की कुल राशि और उससे अधिक की राशि का व्यापार करेंगी इसलिए मुझे क्या सुनिश्चित करना होगा कि क्या मैं उदाहरण के लिए सक्षम होना चाहिए अगर मैं कहता हूं कि शेड्यूल हमेशा सिरिअलाइज़ेबल हैं तो कंकर्रेंसी सुनिश्चित करने का ओवरहेड न्यूनतम है लेकिन स्वाभाविक रूप से लाभ भी न्यूनतम है हम बहुत कम थ्रूपुट पाते हैं हम सिस्टम में अधिक से अधिक सहमति के लिए अनुमति देना चाहेंगे लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि इस बात का क्या ओवरहेड है कि इसकी लागत क्या है और हमें यह कैसे सुनिश्चित करना है और स्वाभाविक रूप से जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि यह होने के बाद क्रमबद्ध होने के लिए एक परीक्षण किया जाना है जाहिर है बहुत देर हो चुकी है और यह सवाल पहले से है कि मुझे इसे सामान्य सेटिंग में कैसे पता चलेगा इसलिए हमें एक निश्चित प्रोटोकॉल होना चाहिए जिसके माध्यम से ट्रांजेक्शन सुनिश्चित करेगा और यदि संभव हो तो कैस्केडलेस रिकवरी इसलिए स्वाभाविक रूप से आप क्या करते हैं आप देखने की कोशिश करते हैं जब भी कन्फ्लिक्ट हैं कि सीरियलाइज़िबिलिटी की मूल समस्या कन्फ्लिक्ट है क्या आप सही डेटा पढ़ रहे हैं और क्या होता है यदि आप अनजाने में पहले से किसी और के द्वारा पढ़े गए डेटा में बदलाव करते हैं और इसी तरह इसलिए हमें ट्रांजेक्शन बनाया जा सके तो स्वाभाविक रूप से एक तरह से यह लॉक्स का उपयोग करके किया जा सकता है इसलिए हम लॉक की मूल अवधारणा से यह कहते हैं कि यह डेटा आइटम उपयोग में है इसलिए दूसरों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अब डेटा आइटम क्या होना चाहिए क्या यह पूरा डेटाबेस होना चाहिए यह पूरा डेटाबेस हो सकता है हम कहते हैं कि यह डेटाबेस उपयोग में है अन्य ट्रांज़ैक्शन इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं जो लगभग यह कहते हुए उबलता है कि आपके पास एक सीरियल शेड्यूल है इसलिए किसी भी समय केवल एक ट्रांज़ैक्शन डेटाबेस पर काम कर सकता है स्वाभाविक रूप से आपकी कंकर्रेंसी बहुत खराब होगी तो यह वह नहीं है जो स्वीकार्य है तो हमें लॉकिंग मैकेनिज्म चाहिए या वैल्यू रखने के संदर्भ में विशिष्टता को नियंत्रित करने के लिए एक तंत्र तो यह बहुत सारा लॉक आधारित प्रोटोकॉल को जन्म देता है जिनमें से कुछ पर हम चर्चा करने जा रहे हैं तो लॉक कंकर्रेंसी हैं जो एक डेटाबेस सिस्टम किस्म में मौजूद हैं लेकिन हमारे साथ शुरू करने के लिए दो लॉकिंग मोड के बारे में बात कर रहे हैं एक विशेष मोड है जिसे X रूप में नामित किया गया है और अन्य साझा मोड है और जिसे S के रूप में नामित किया गया है स्वाभाविक रूप से एक्सक्लूसिव मोड है जो वे अनिश्चित हो जाएंगे लेकिन अगर मेरे पास एक वैल्यू को लॉक X निर्देश के संदर्भ में प्राप्त किया जा सकता है और जब यह लॉक होता है तो ट्रांज़ैक्शन उसी डेटा आइटम पर अनलॉक द्वारा अनलॉक कर सकता है इसलिए एक कंकर्रेंसी का अनुरोध हो और अनुरोध के दिए जाने के बाद ही कोई ट्रांज़ैक्शन आगे बढ़ सकता है तो आइए हम बारीक से बारीक विवरण देखें इसे लॉक कम्पेटिबिलिटी मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है इसलिए यदि कई लॉक मोड हैं जो कि अपेक्षित है तो आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से लॉक को एक साथ रखा या संचालित किया जा सकता है तो यह हमारी वर्तमान धारणा के संदर्भ में दिखाया गया है जिसने एक विशेष लॉक को स्वाभाविक रूप से साझा किया है यह दो ट्रांजेक्शन और एक एक्सक्लूसिव पकड़ सकते हैं एक ही समय में एक ही डेटा आइटम पर दो एक्सक्लूसिव लॉक्स तो जिसका अर्थ है कि दो ट्रांज़ैक्शन एक ही समय में एक वैल्यू कहा जाता है

इसलिए यदि ट्रांजेक्शन दिया जाता है अगर यह उस लॉक के साथ कम्पेटिबल है जो पहले से ही किसी अन्य ट्रांज़ैक्शन के पास है तो आपको एक इनकम्पेटिबल लॉक नहीं दिया जा सकता है और किसी भी ट्रांजेक्शन लॉक करना चाहता है तो कोई अन्य ट्रांज़ैक्शन उस आइटम पर कोई लॉक नहीं रख सकता है इसलिए अगर मैं यह लिखना चाहता हूं कि ट्रांजेक्शन लॉक है तो मुझे केवल एक ही ट्रांज़ैक्शन होना चाहिए जो लिखने की कोशिश कर रहा है लेकिन जब मैं कई ट्रांज़ैक्शन पढ़ना चाहता हूं तो एक साथ पढ़ सकते हैं इसलिए यदि कोई लॉक प्रदान नहीं किया जा सकता है अगर मुझे एक लॉक या तो साझा लॉक चाहिए या एक एक्सक्लूसिव जारी नहीं हो जाते हैं और केवल तभी यह लॉक होता है अनुरोध किया जा सकता है लॉक में दी जा रही है और निश्चित रूप से एक ट्रांजेक्शन को तब तक डेटा आइटम पर लॉक रखना होगा जब तक यह आइटम एक्सेस कर रहा है जो मूल प्रोटोकॉल है इसलिए आपको पहले अनुरोध करना चाहिए कि उस लॉक का एक अनुमति सुनिश्चित करने के लिए थोड़ी देर के लिए इंतजार कर सकते हैं ये विवरण हम बाद में देखेंगे तो आइए एक उदाहरण पर आते हैं तो यहाँ दो ट्रांज़ैक्शन T1 और T2 हैं तो यह एक दो ट्रांज़ैक्शन T1 T2 है ट्रांज़ैक्शन T1 यह ऑपरेशन करता है यह खाता B से खाता A में 50 डॉलर स्थानांतरित करता है तो यह डेबिट B यहाँ करता है क्रेडिट A यहाँ इसलिए यह ट्रांसफर और ट्रांजेक्शन T2 खातों A और B में पैसे की कुल राशि प्रदर्शित करता है इसलिए यह A पढ़ता है B डिस्प्ले करता और शुरू में कहता है कि ट्रांजेक्शन शुरू में हम बताएं कि इन खातों में मान 100 और 200 हैं तो यह ट्रांजेक्शन क्या करेगा इसे हस्तांतरण करने की आवश्यकता है इसलिए इसे B डेबिट को पढ़ना और आवश्यकता है और इसके लिए क्या करना है क्योंकि इसे पढ़ना है एक साझा लॉक जरूर होना चाहिए चूंकि इसे लिखना पड़ता है इसलिए इसमें एक एक्सक्लूसिव लॉक होना चाहिए और यदि इसे एक एक्सक्लूसिव लॉक मिला है तो यह उस डेटा को पढ़ने में भी सक्षम होगा तो यह क्या करता है यह एक एक्सक्लूसिव लॉक करता है तो यह एक एक्सक्लूसिव लॉक के लिए अनुरोध करता है और केवल यह प्राप्त करने पर कि यह ऐसा कर सकता है और जब यह उद्देश्य खत्म हो जाता है तो यह B को अनलॉक करता है इसी तरह अपडेट करने के लिए यह अपडेट पर एक विशेष लॉक लेता है और फिर एक लॉक जारी करता है ट्रांजेक्शन T2 यह पढ़ने और दिखाने के लिए क्या करता है तो यह एक एक्सक्लूसिव करता है और अनलॉक करता है और अंत में दो डेटा दिखाता है अब यदि इन ट्रांज़ैक्शन को सिरिअलाइज़ेबल रूप से निष्पादित किया जाता है जो T1 के बाद T1 या T2 के बाद T1 है तो ट्रांज़ैक्शन T2 हमेशा मान 300 प्रदर्शित करेगा क्योंकि 300s प्रारंभिक वैल्यू क्योंकि केवल 50 डॉलर को बी से ए में स्थानांतरित किया गया है इसलिए योग समान रहता है तो आप देख पाएंगे कि अगर T2 T1 के बाद चलता है तो डेटाबेस की स्थिरता बनाए रखी जाती है अब हमें देखते हैं कि हम यहाँ शेड्यूल निष्पादित कर रहे हैं तो यह एक संभावित शेड्यूल है और हम देखें कि क्या होगा तो यह क्या करता है जहां B पर लॉक एक्सक्लूसिव लॉक कर दिया जाता है और B को अपडेट किया जाता है फिर A पढ़ा जाता है फिर B पढ़ा जाता है दिखाया जाता है और फिर A पर यह अपडेट हुआ है और यह वह जगह है जहां हम दिखा रहे हैं कि ग्रांट्स कैसे हो रहा है इसलिए जैसा कि लॉक का अनुरोध किया जाता है तब अनुरोध सिस्टम में जाता है कि ट्रांज़ैक्शन पर T1 द्वारा बी पर एक एक्सक्लूसिव लॉक का अनुरोध किया जाता है इस प्रकार बाद में इसे ग्रांट मिल जाता है और केवल जब ग्रांट होने के बाद ही हो सकता है इसलिए हर मामले में जो सही है उसे देखना होगा अब इस शेड्यूल में क्या होता है इसका परिणाम क्या होगा इसलिए इस शेड्यूल में यदि हम ट्रांज़ैक्शन को देखते हैं तो T2 केवल 250 डॉलर दिखायेगा यह 300 डॉलर नहीं दिखायेगा क्यों यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं तो यह वह जगह है जहां B अद्यतन किया गया है तो बी 50 डॉलर कम हो गया है और फिर पूरे A और B को पढ़ा और दिखाया गया है तो स्वाभाविक रूप से कुल योग 50 डॉलर कम है इसलिए भले ही हमने एक लॉक का उपयोग किया है भले ही यह आवश्यक हासिल करने में सक्षम नहीं है फिर भी हमने उस लॉक का उपयोग किया है जो हम आवश्यक क्रमबद्धता को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं और ऐसा शेड्यूल बनाना संभव है जहां असंगत डेटा उत्पन्न हो रहा है T2 वास्तव में एक असंगत डेटा पढ़ रहा है तो आपने यहाँ के संदर्भ में असंगत स्थिति देखी है यह क्यों हुआ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा हुआ है क्योंकि T1 ने समय से पहले अनलॉक किया है T1 ने अनलॉक किया है जैसे ही अपडेट होना था इसलिए T2 के लिए यह संभव था कि B का मान जो कि वांछनीय नहीं है और हम देखेंगे कि हम अंत तक अनलॉक करने में देरी करना चाहते हैं आइए देखते हैं कि क्या होता है तो हम यहाँ हैं अब यह धारणा के संदर्भ में एक ही ट्रांजेक्शन है लेकिन T1 को यहाँ T3 बनाया गया है जहाँ आपने देखा है कि अनलॉकिंग को अंत में धकेल दिया गया है T2 को T4 में बनाया गया है जहाँ अनलॉकिंग को अंत की ओर खिसका दिया गया है और अब स्वाभाविक रूप से अगर आप इस पर गौर करते हैं यदि आप एक शेड्यूल 1 करना चाहते हैं तो आप इस तरह का शेड्यूल 1 नहीं कर सकते हैं क्योंकि शेड्यूल अनुमन्य 1 पढ़ने और लिखने के क्रम में प्राप्त कर सकते हैं इसलिए जो कुछ भी हम वास्तव में शेड्यूल टी 4 करते हैं वह हमेशा सही ढंग से दिखाएगा कि यह राशि तीन सौ डॉलर है इसलिए यहां हम फिर से T3 T4 दिखा रहे हैं यह एक शेड्यूल 2 दिया गया शेड्यूल है जिसे अभी आंशिक रूप से दिया गया है और जब से T3 B पर एक एक्सक्लूसिव लॉक लगा रहा है और T4 साझा लॉक पकड़े है और T4 एक साझा लॉक के लिए अनुरोध कर रहा है इसलिए T4 को B को अनलॉक करने के लिए T3 की प्रतीक्षा करनी होगी इससे पहले कि वह वास्तव में उस ऑपरेशन को कर सके इसी तरह आप पाएंगे कि अगर आप आगे देखते हैं कि टी 4 को पहले से ही A को पढ़ने के लिए एक साझा लॉक मिल गया है और T 3 को एक साझा लॉक की आवश्यकता है मुझे खेद है T3 को आगे बढ़ने में सक्षम होने के लिए ए पर एक्सक्लूसिव लॉक की आवश्यकता है तो यह एक यहाँ है इसलिए T4 इस बिंदु से आगे नहीं जा सकता क्योंकि T3 में B पर लॉक है और एक यह है कि T3 इस बिंदु से आगे नहीं जा सकता क्योंकि T4 में वह साझा लॉक है तो हम किस स्थिति में हैं हम क्या कर रहे हैं इसलिए हम ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जहां T3 या T4 में से कोई भी वास्तव में सामान्य निष्पादन को आगे नहीं बढ़ा सकता है T3 A एक्सक्लूसिव तरीके से पकड़े है और इस तरह से यह इस प्रकार है जिसे डेडलॉक कहा जाता है यदि आपके पास एक अध्ययन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप डेडलॉक को बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे और वहां डेडलॉक संसाधनों को साझा करने के विभिन्न अन्य मुद्दों पर इस लॉक की वजह से होता है इसलिए जब आप लॉक्स होने का एक संभावित खतरा होता है और एक बार जब आपके पास एक डेडलॉक करना होगा और एक बार ट्रांजेक्शन करने के बाद ट्रांज़ैक्शन द्वारा बंद किए गए डेटा आइटम भी अनलॉक हो जाएंगे तो कृपया इसे पहले की चर्चा के मद्देनजर समझें जो हमने ट्रांजेक्शन टीसीएल कमांड के संदर्भ में की थी इसलिए जब आप वास्तव में जो हम रोलबैकको प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें तो फिर डेटा आइटम अन्य ट्रांज़ैक्शन के लिए उपलब्ध हो जाते हैं और निष्पादन को जारी रख सकते हैं इसलिए यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम क्रमबद्धता का उपयोग करना चाहते थे और यह आंशिक रूप से संभव था लेकिन फिर हम विभिन्न प्रकार की विभिन्न समस्याओं में शामिल हो रहे हैं इसलिए यदि आप लॉकिंग का उपयोग नहीं करते हैं या यदि हम डेटा आइटम्स को बहुत जल्दी अनलॉक करते हैं तो उन्हें पढ़ने या लिखने के बाद हम असंगत स्थिति हो सकता है इसलिए यदि हम इसे बहुत जल्द करते हैं तो हम उस लॉक का उपयोग नहीं करते हैं जो हमारे पास असंगत स्थिति की समस्या है अगर हम इसे बहुत लंबे समय तक पकड़ते हैं तो डेडलॉक की समस्या हो सकती है अब डेडलॉक आवश्यक रूप से लॉकिंग का शैतान है यदि आप लॉकिंग करते हैं तो आप हमेशा एक डेडलॉक का सामना करेंगे अगर हम असंगत स्थितियों से बचना चाहते हैं अब इन दोनों के बीच जाहिर है हम डेडलॉक को प्राथमिकता देंगे हम डेडलॉक को प्राथमिकता देना चाहेंगे तथ्य यह है कि अगर हमारे पास डेडलॉक है तब भी हमारे पास रोलबैक वास्तविक वास्तविक दुनिया की समस्याओं को जन्म दे सकती हैं जिन्हें डेटाबेस प्रणाली द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है वास्तव में कई मामलों में मैं कुछ असंगत स्थिति में आ सकता हूं जो यह पहचानना भी मुश्किल है कि यह एक असंगत स्थिति है इसलिए हम असंगत स्थितियों पर डेडलॉक जारी रखेंगे और पसंद करेंगे और हम परिभाषित करेंगे परिभाषित करने की कोशिश करेंगे कि हम अलग अलग लॉकिंग प्रोटोकॉल को नियमों का एक सेट जो ट्रांज़ैक्शन का पालन करना चाहिए जबकि अनुरोध और रिलीज़ लॉक हमारे जीवन को अपेक्षाकृत आसान बनाते हैं इसलिए लॉकिंग प्रोटोकॉल आवश्यक रूप से संभावित अनुसूचियों के सेट को प्रतिबंधित करेगा क्योंकि हम कुछ अनुशासन में डालेंगे कि हम कैसे दिखते हैं और हम उन्हें कैसे जारी करते हैं और ऐसे सभी अनुसूचियों का सेट संभव सिरिअलाइज़ेबल अनुसूचियों का एक उचित सबसेट है जो आसान है समझने के लिए और हम लॉकिंग प्रोटोकॉल पेश करेंगे जो केवल कन्फ्लिक्ट सिरिअलाइज़ेबल शेड्यूल सुनिश्चित करता है तो हम सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल को देखते हैं इसे दो फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल कहा जाता है जो कन्फ्लिक्ट सीरियलाइज़िबिलिटी की गारंटी देता है यह एक साधारण बात करता है इसके दो फेज बढ़ते हुए फेज हैं जहां यह ट्रांज़ैक्शन लॉक्स नहीं कर सकता है और एक सिकुड़ा हुआ फेज जारी कर सकता है और कोई कानून प्राप्त नहीं कर सकता है तो आप केवल अलग कर रहे हैं आप ग्रांट या तालों को पकड़ने वाले लॉक्स को दो अलग अलग चरणों में जारी करना जानते हैं जो आप उन्हें मिश्रण नहीं करते हैं और वह लॉकिंग प्रोटोकॉल के दो फेज हैं और यह सुनिश्चित करता है हम हैं कि हम सबूत नहीं करेंगे लेकिन आप इसे पुस्तक में देख सकते हैं या लेकिन आप उदाहरणों के माध्यम से देख सकते हैं कि यह दिखाया जा सकता है कि ट्रांज़ैक्शन को उन बिंदुओं के क्रम में क्रमबद्ध किया जा सकता है जहां वे लॉक लगाना करते हैं इसलिए इन्हें लॉक पॉइंट्स के रूप में जाना जाता है और यही वह जगह है जहाँ वास्तव में प्राप्त किया गया ट्रांजेक्शन अंतिम लॉक होता है तो दो फेज लॉकिंग का उपयोग किया जाता है तो कन्फ्लिक्ट सिरिअलाइज़ेबल शेड्यूल नहीं किया जा सकता है तो यह क्या कह रहा है यदि आप दो फेज लॉकिंग का उपयोग करते हैं तो आपको कन्फ्लिक्ट सिरिअलाइज़ेबल शेड्यूल की गारंटी दी जाती है लेकिन ऐसे कन्फ्लिक्ट क्रमबद्ध शेड्यूल हैं जिनके लिए आप दो फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का सम्मान करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं तो दो फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल एक पर्याप्त स्थिति है तो आप उस दो फेज को भी परिशोधित कर सकते हैं जिसे लॉक रूपांतरण के रूप में जाना जाता है जिसे आप बढ़ते फेज में प्राप्त कर सकते हैं या पहले फेज में आप एक एक्सक्लूसिव लॉक प्राप्त कर सकते हैं या आप एक कन्वर्ट कर सकते हैं साझा लॉक जिसे आपके पास पहले से ही एक एक्सक्लूसिव लॉक है जिसे लॉक अपग्रेड प्रक्रिया कहा जाता है इसी तरह सिकुड़ते फेज में आप एक साझा लॉक रिलीज़ को एक एक्सक्लूसिव लॉक जारी कर सकते हैं या आप एक विशेष लॉक पकड़ रहे हैं आप इसे साझा लॉक बना सकते हैं तो आप डाउनग्रेड कर सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अपग्रेड और डाउनग्रेड केवल उन प्रतिबंधों का उपयोग करने के लिए रणनीति है जो आपको चाहिए दूसरों पर थोपने के लिए और दूसरों को डेटा को संभव तरीके से एक्सेस करने की अनुमति देने के लिए यह प्रोटोकॉल फिर से क्रमबद्धता जारी करता है और यह निश्चित रूप से प्रोग्रामर पर निर्भर करता है कि प्रोग्रामर विभिन्न लॉकिंग निर्देशों को कैसे सम्मिलित करता है अब आपको तब पढ़ना होगा जब आप रीड या राइट करना चाहते हैं आप स्वचालित रूप से लॉक्स प्राप्त कर सकते हैं डेटाबेस सिस्टम इसकी अनुमति देगा तो यह एक बहुत ही सरल एल्गोरिथ्म है इसलिए यदि आप कोई डेटा पढ़ना चाहते हैं तो यदि आपके पास पहले से शेयर्ड नहीं है इसलिए आपको तब तक इंतजार करना पड़ सकता है जब तक कि कोई अन्य ट्रांजेक्शन प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही सरल एल्गोरिथम है राइट लॉक के साथ इसलिए जब तक कुछ ट्रांजेक्शन लॉक का ग्रांट लेते हैं और फिर आप जाकर लिख सकते हैं तो यह है कि यदि आप दो चरणों का पालन करते हैं तो ये एल्गोरिदम बहुत सरल हो जाते हैं और जब आप ट्रांजेक्शन रिलीज़ कर दिए जायेंगे इसलिए दो फेज के प्रोटोकॉल जो हमने पहले ही देख लिए हैं कि डेडलॉक से स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं है आप दो फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का पालन कर सकते हैं यहां एक उदाहरण है लेकिन आपके पास अभी भी शेड्यूल हो सकते हैं जिनमें डेडलॉक होगा तो यह एक उदाहरण है जिसे आप खुद को समझा सकते हैं एक और समस्या है जो हो सकती है डेडलॉक के अलावा यह एक कोड है जो स्टार्वेसन एक कुशल नहीं होता है इसलिए हमने रीड और राइट के ऑपरेशन में स्वचालित लॉक्स के संदर्भ में क्या देखा क्या आपको इंतजार करना पड़ सकता है क्योंकि कोई और व्यक्ति किसी आइटम पर लॉक लगा रहा है अब आइटम पर एक एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है अब यह संभव है कि वर्तमान ट्रांज़ैक्शन की तरह अन्य ट्रांज़ैक्शन का जोड़ा भी हो सकते हैं जो उस आइटम पर एक लॉक की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जब अवसर आता है कि कोई लॉग कोई ट्रांजेक्शन को रोलबैक करना होगा क्योंकि उन्हें लॉक नहीं मिल रहा है तो अब आप फिर से शुरू करते हैं फिर से उस बिंदु पर आते हैं जहाँ आप उस आइटम पर एक्सक्लूसिव लॉक के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं और जब आप वापस आते हैं और जब अंत में एक्सक्लूसिव करते हैं और यह बार बार हो सकता है इसलिए यदि आपके पास कंकर्रेंसी को करते समय भी जांचना होगा डेडलॉक की संभावना सबसे अधिक लॉकिंग प्रोटोकॉल में मौजूद है जैसा कि हमने देखा है और जब एक डेडलॉक होता है तो कैस्केडिंग रोलबैक की संभावना होती है क्योंकि जब यह डेडलॉक होता है तो स्वाभाविक रूप से आपको रोलबैक करना होगा तो आपको एक कैस्केडिंग रोलबैक करना पड़ सकता है क्योंकि यह उदाहरण दिखा रहा है और यह दो फेज के लॉकिंग प्रोटोकॉल के लिए संभव है हमारे पास उदाहरण में दिखाया गया है जहां सभी ट्रांज़ैक्शन कैस्केडिंग रोलबैक का अनुसरण कर रहे हैं दो फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का पालन करना है लेकिन यदि T7 के बाद T7 के read स्टेप के बाद T5 विफल हो जाता है T7 के read स्टेप के बाद यदि T5 विफल हो जाता है तो यह एक कैस्केडिंग रोलबैक की ओर जाता है T7 T5 को रोलबैक करना पड़ता है तो T6 को वापस रोल करना होगा इसलिए T7 को वापस रोल करना होगा आह दिलचस्प बात यह है कि कई अन्य प्रोटोकॉल हैं और विशेष रूप से दो और दो फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल 1 को सख्त दो फेज लॉकिंग कहा जाता है जो कैस्केडिंग रोलबैक लेने से बचता है जहां एक ट्रांज़ैक्शन को सभी एक्सक्लूसिव के लिए लॉक लंबे समय तक रखने का समय बना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से कंकर्रेंसी का स्तर नीचे चला जाएगा जो कि सभी संभव सीरियल शेड्यूल छोटे होंगे लेकिन यह गारंटी देता है कि आपके पास एक कैस्केडिंग रोलबैक नहीं होगा और एक और भी कठोर कठोर दो फेज लॉकिंग है जहां सभी लॉक्स तक रखे जाते हैं सख्त है जो कैस्केडिंग रोलबैक लेने से भी बचता है अब अंत में इससे पहले कि आप इस मॉड्यूल को बंद करें कि आप लॉकिंग को कैसे लागू करते हैं के संदर्भ में एक त्वरित शब्द है यह एक लॉक मैनेजर होता है जो लॉक मैनेजर को लॉक करता है यह एक अलग प्रक्रिया पर चलता है जिसमें प्रत्येक ट्रांजेक्शन लॉक और अनलॉक अनुरोधों को समाप्त करता है और लॉक मैनेजर यह सुनिश्चित करने के लिए एक डेटा संरचना जारी करते हैं और अन्यथा ट्रांज़ैक्शन ट्रांजैक्शंस प्रतीक्षा करने के लिए होता है लॉक मैनेजर इसे एक लॉक टेबल के रूप में रखता है और यह आम तौर पर मेमोरी हैश टेबल में होता है क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से बहुत तेज़ और डेटा आइटम के लॉक होने के नाम पर होना चाहिए तो आइए हम आपको दिखाते हैं और इसलिए ये अलग हैं यह एक लॉक टेबल का एक उदाहरण है और नोड्स अलग अलग डेटा आइटम हैं तो आप देख सकते हैं कि I7 और I23 पर एक टकराहट है और फिर आपके पास प्रत्येक आइटम के लिए आपके पास आप बनाए रखें हैं लॉक्स की एक सूची जो अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए दी गई हैं और अनुरोधों की सूची जो प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ पर गहरा नीला रंग ग्रांट को दर्शाता है और हल्का नीला यहाँ प्रतीक्षा स्थिति दिखाता है इसलिए यह स्वाभाविक रूप से कहता है कि किस प्रकार का लॉक मंजूर किया गया है और अनुरोध किया गया है और इस आधार पर इसलिए जब आपको इसे प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त होता है तो आप इसे उस डेटा आइटम पर रख देते हैं आप हैश कर देते हैं उस अनुरोध को उस कतार में रख दें और वर्तमान स्थिति के आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि क्या इसे मंजूर किया जा सकता है या इसे इंतजार करना होगा तो यह जोड़ा जाता है कि कतार के अंत में नए अनुरोध जोड़े जाते हैं यह पहले आओ पहले जाओ होता है और जब भी कोई रिलीज होती है तो स्वाभाविक रूप से एक स्वीकृत नोड हटा दिया जाता है और एक प्रतीक्षा कर रहे नोड को उस आइटम को ब्लॉक करने का मौका मिल सकता है यदि ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट करती है कि सभी प्रतीक्षा कर रही है या ट्रांज़ैक्शन के अनुरोधों को निश्चित रूप से हटा दिया जाएगा ठीक है तो लॉक्स को प्रबंधित करने का यह एक सरल तरीका है इसलिए कंकर्रेंसी कण्ट्रोल पर इस मॉड्यूल में हमने बुनियादी लॉकिंग तंत्र और प्रोटोकॉल को समझा है हमने विशेष रूप से लॉक कम्पैटिबिलिटी मैट्रिक्स को देखा है और लॉक ग्रांट करने और रिलीज़ करने की रणनीतियों को देखा है हमने डेडलॉक जिसके साथ हम रहने को तैयार हो गए हैं इसलिए यदि डेडलॉक हो सकती है जो स्वीकार्य नहीं है